यदि हम IIoT को समग्र रूप से देखे तो अलग अलग परतें हैं बहुत उच्च स्तर पर हम एक IIoT आधारित प्रणाली के बारे में सोच सकते हैं जिसमें विभिन्न परतों का समावेश किया जा सकता है परतें जैसे संवेदन जिन्हें हम पहले देख चुके हैं फिर विभिन्न औद्योगिक उपकरणों और मशीनरी से डेटा को सेंस करने के बाद कुछ प्रोटोकॉल के माध्यम से डेटा को भेजने की आवश्यकता होती है यह कनेक्टिविटी का हिस्सा है इसलिए डाटा को सेंस करने के बाद किसी तरह की कनेक्टिविटी पर सेंस करना होगा कनेक्टिविटी के बाद अगली परत प्रसंस्करण की परत होगी और किसी प्रकार के प्रसंस्करण के परिणामों के आधार पर प्रवर्तन या नियंत्रण को वापस कही भेजना होगा ये IIoT आधारित प्रणाली की परतों की अलग अलग परतें हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं अब इस कनेक्टिविटी पार्ट को समझते हैं हम पहले ही समझ गए हैं संवेदन भाग अब अगला हिस्सा कनेक्टिविटी वाला भाग आता है जब हम उद्योगों की बात करते हैं औद्योगिक आवश्यकताएं बहुत विशिष्ट हैं औद्योगिक संचार में विशेष रूप से कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं हैं ये आवश्यकताएं हैं संचार प्रसंस्करण सब कुछ वास्तविक समय में करना होगा कम से कम देरी के साथ सभी अलग अलग मामलों में इसके बाद अगला महत्वपूर्ण विचार यह है कि बहुत कम duty cycle वहाँ बहुत कम duty cycle होनी चाहिए तो जो मूल रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि हमें अपने सेंसर को केवल उस अवधि के लिए सक्रिय करने की आवश्यकता है जो पर्याप्त है और उसके बाद सेंसर को स्लीप मोड में रखा जाए इसलिए सक्रिय मोड के लिए अवधि सेंसर के संचालन के समग्र चक्र की तुलना में बहुत कम होगी क्योंकि जिस तरह से आवश्यकताओं के साथ मशीनरी काम करने जा रही है तो बहुत कम duty cycle की बहुत सख्त आवश्यकता है तीसरा यह है कि बहुत कम विलंबता होना चाहिए विलंबता को बहुत कम करने की आवश्यकता होती है क्योंकि बस विचार करें कि आप कुछ प्रक्रिया करते हैं और यदि यह प्रसंस्करण नहीं करता है तो शायद कुछ सेकंड के क्रम में और उस समय तक शायद कुछ काम हो जाएगा जिसे समाप्त करना आवश्यक था समाप्त नहीं हुआ है और यदि आपको वह नियंत्रण वापस उस बिंदु पर नहीं मिलता है जहां Job की जा रही है तो वह विशेष Job मूल रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली है और यह भी कि विलंबता आवश्यकताएं बहुत कठोर हैं क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक खतरे भी हो सकते हैं अगले एक बहुत कम Jitter की आवश्यकता है जीटर का अर्थ है देरी के परिवर्तन की दर औद्योगिक संचार के लिए बहुत कम Jitter आवश्यक है अब एक दिन हम उद्योगों में IoT के बारे में बात कर रहे हैं औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए हम औद्योगिक IoT के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में वापस संचार देख रहे हैं हम कहते हैं विनिर्माण संयंत्र और आगे भी पहले से ही है इसलिए विभिन्न संचार आवश्यकताओं औद्योगिक उपयोग के लिए विश्वसनीय संचार की आवश्यकताऐ है विभिन्न मशीनों का संचार भी है लेकिन वे मुख्य रूप से पारंपरिक संचार तंत्र का उपयोग करते रहे हैं और मुख्य रूप से संचार के लिए निर्देशित मीडिया वायर्ड माध्यम की मदद से लेकिन धीरे धीरे विभिन्न कल्याण आवश्यकताओं की तस्वीर आ रही है और एक ही समय में ये सेंसिंग सक्षम सेंसर इनेबल्ड सेंसिंग की साइट के करीब डिवाइसेस और प्रोसेसिंग रियल टाइम प्रोसेसिंग रियल टाइम एनालिटिक्स की उच्च डिग्री इसलिए इस तरह की आवश्यकताएं तस्वीर में आ रही हैं और यही इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस संचार को दिलचस्प बनाती हैं यह वह जगह है जहां यह IIoT तस्वीर में आ रहा है लेकिन एक IIoT कुछ नया नहीं है केवल एक चीज यह है कि हमारे पास IoT आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में कुछ कठोर आवश्यकताएं हैं और यह औद्योगिक संदर्भ में IIoT को और अधिक रोचक बनाता है यदि आप औद्योगिक संचार के बारे में बात करते हैं तो औद्योगिक संचार मुख्य रूप से दो विभिन्न तकनीकों पर आधारित था एक है औद्योगिक ईथरनेट और दूसरा है फ़ील्ड बस तकनीक औद्योगिक संचार के दो प्रमुख आयाम हैं औद्योगिक ईथरनेट प्रोटोकॉल वास्तविक समय नियंत्रण और स्वचालन के लिए है इसके अलावा अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जैसे कि मोडबस आधारित प्रोटोकॉल जो हम यहां से गुजर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है औद्योगिक IoT के संदर्भ में हम मूल रूप से इन विरासत संचार तंत्रों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जो वहां रहे हैं और जो अभी भी उद्योग में उपयोग किए जा रहे हैं इसलिए औद्योगिक IoT के संदर्भ में हम जो नई चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मौजूदा विरासत संचार अवसंरचना के शीर्ष पर बनाया जाना चाहिए अन्यथा यह पूर्ण गैर वांछनीय परिवर्तन होगा मुझे लगता है कि मौजूदा औद्योगिक संचार बुनियादी ढांचे का विकास होना बेहतर है तंत्र और प्रोटोकॉल जो इसे IoT आवश्यकताओं को अपनाने के लिए और अधिक परिवर्तनशील बनाते हैं औद्योगिक ईथरनेट और क्षेत्र बस स्थानीय स्वचालन क्षेत्र में औद्योगिक स्वचालन क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र उपकरणों क्षेत्र उपकरणों के साथ कनेक्टिविटी के साथ संचार मानक की तरह हैं यह फील्ड बस तकनीक का समय है जो मुख्य रूप से आवधिक इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर से निपटने वाली निर्माण प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है ये दो मुख्य प्रौद्योगिकियां हैं जिनका उपयोग औद्योगिक संचार क्षेत्र में किया जा रहा है तो औद्योगिक Ethernet के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल हैं नंबर एक मोडबस टीसीपी है मोडबस टीसीपी एक बहुत लोकप्रिय औद्योगिक Ethernet प्रोटोकॉल है दूसरा ईथर ईथरकैट है तीसरा EthernetIP है अगला है Profinet और TSN Time Sensitive Networks ये कुछ औद्योगिक Ethernet प्रोटोकॉल हैं जिनका उपयोग औद्योगिक संचार के लिए किया जाता है विशेष रूप से विनिर्माण उद्योगों विनिर्माण संयंत्रों में दूसरी फील्ड बस तकनीक है जहां विभिन्न प्रोटोकॉल जैसे Modbus RTU संस्करण प्रोफिबस इंटर बस सीसी लिंक डिवाइस नेट कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जिनका उपयोग फील्ड बस श्रेणी में किया जाता है हम Modbus TCP के साथ शुरू करेंगे जैसा कि इस नाम से पता चलता है Modbus TCP प्रोटोकॉल के TCPIP सूट के ऊपर बनाया गया है यह विभिन्न संगत उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसमिशन के लिए TCPIP और ईथरनेट का उपयोग करता है संगत का मतलब है कि उन्हें एक ही भाषा में बात करनी होगी और दोनों को एक ही प्रोटोकॉल का उपयोग करना होगा तब केवल संचार हो सकता है प्रोटोकॉल के TCPIP सूट का उपयोग किया जाता है और इसके ऊपर मोडबस का उपयोग किया जाता है तो TCPIP ईथरनेट और मोडबस टीसीपी मौजूदा TCPIP ईथरनेट प्रोटोकॉल के शीर्ष पर बने हैं संयोग से मोडबस टीसीपी को वर्तमान में श्नाइडर इलेक्ट्रिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसे पहले Modicon के रूप में जाना जाता था यह विशेष प्रोटोकॉल कुछ उद्योग विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया था कि आवश्यकताओं की देखभाल के लिए श्नाइडर इलेक्ट्रिक या Modicon ने अपनी योजनाओं में विश्वसनीय संचार और कम विलंबता संचार किया इस तरह के प्रोटोकॉल की आवश्यकता थी क्योंकि मौजूदा फॉर्म में TCP IP प्रोटोकॉल बहुत उपयुक्त नहीं था विनिर्माण संयंत्रों में औद्योगिक संचार आवश्यकताओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए Schneider इलेक्ट्रिक अपने स्वयं के प्रोटोकॉल के साथ आया था जो बाद में एक उद्योग मानक संचार प्रोटोकॉल की तरह बन गया मॉडबस टीसीपी के पास विभिन्न उपकरणों में विभिन्न प्रकार के संचार होते हैं जो उनके पास होते हैं सबसे पहले उन्होंने संचार के लिए क्लाइंट सर्वर आधारित तंत्र का उपयोग किया क्लाइंट सर्वर संचार के लिए TCPIP का उपयोग क्लाइंट और सर्वर के बीच संचार के लिए किया जाता है अगला एक उपकरण है जैसे कि bridges routers gateways आदि जो नेटवर्क के विभिन्न हिस्सों को इंटरलिंक करते हैं ये इंटर लिंक्ड डिवाइस पार्ट हैं तीसरा एक सीरियल लाइन सब नेटवर्क है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच लिंक को अनुदान देता है तो संचार प्रणाली के तीन भाग हैं जो Modbus TCP प्रोटोकॉल में उपयोग किए जाते हैं ये Modbus TCP प्रोटोकॉल की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगा मानक डेटा फ़्रेम को Modbus TCP में एक टीसीपी फ्रेम में एम्बेड किया गया है जो सूचना को वहन करता है प्रोटोकॉल डेटा फ्रेम में दो इकाइयों को परिभाषित करता है एक को एप्लिकेशन डेटा यूनिट के रूप में जाना जाता है और दूसरा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट में कार्यात्मक कोड और वास्तविक डेटा होता है एप्लिकेशन डेटा यूनिट में PDU प्लस अतिरिक्त पता शामिल है तो ADU एप्लिकेशन डेटा पते में कुछ हेडर होते हैं जिन्हें MBAP के रूप में जाना जाता है MBAP Modbus application protocol हेडर के लिए खड़ा है जिसकी लंबाई 7 bytes है और हेडर संरचना यहां पर है लेन देन पहचानकर्ता के 2 bytes प्रोटोकॉल पहचानकर्ता के 2 bytes वास्तविक लंबाई के 2 bytes और यूनिट पहचानकर्ता के 1 bytes यह मोडबस एप्लिकेशन प्रोटोकॉल हेडर है Modbus TCP एक कनेक्शन उन्मुख प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट के लिए सर्वर के साथ संवाद करने के लिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का उपयोग करता है और सर्वर के लिए क्लाइंट को वापस जवाब देने के लिए यह टीसीपी आईपी सूट के टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है अब Modbus TCP में क्लाइंट मास्टर्स हैं और सर्वर दास हैं मास्टर गुलाम संचार क्लाइंट और सर्वर के बीच होता है मैं इन शर्तों से काफी प्रभावित नहीं हूं और मास्टर और दास की शर्तों का उपयोग करने में बहुत सहज नहीं हूं लेकिन आइए हम इन शब्दों का उपयोग करना जारी रखें जो साहित्य में उपयोग किए जाते हैं मास्टर्स दासों को कुछ काम करने के लिए कहते हैं दास सर्वरों को कुछ काम करने के लिए भी कहते हैं और सर्वर वापस जवाब देते हैं उसी तरह सर्वर या स्वामी वापस दासों को जवाब देते हैं तो Modbus TCP मूल रूप से एक समय में 10 सक्रिय कनेक्शन या सॉकेट का समर्थन करता है अगला प्रोटोकॉल EtherCAT प्रोटोकॉल है और CAT का पूर्ण रूप कंट्रोल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है ईथरनेट कैट प्रोटोकॉल EtherCAT प्रौद्योगिकी समूह ETG द्वारा विकसित किया गया था यह विशेष प्रोटोकॉल दो अलग अलग औद्योगिक मानकों पर आधारित है एक IEC 61158 है और दूसरा 61784 है ये दो औद्योगिक अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं और जिसके आधार पर ईथरनेट CAT प्रोटोकॉल प्रस्तावित किया गया था तो यह विशेष प्रोटोकॉल मानक IEEE 8023 का उपयोग करते हुए एक मास्टर दास वास्तुकला का अनुसरण करता है मानक ईथरनेट का उपयोग किया जाता है और मास्टर दास संचार मूल रूप से इस विशेष मानक 8023 ईथरनेट का अनुसरण करता है EtherCAT के एप्लिकेशन क्षेत्र मूल रूप से हैं जहां समय संवेदनशीलता समय संवेदनशील परिदृश्यों की आवश्यकता होती है और इन परिदृश्यों को job पूरा होने तक विशिष्ट समय प्रदान करने की आवश्यकता होती है और यह आमतौर पर उन प्रणालियों में उपयोग किया जाता है जो उच्च गति और औद्योगिक मशीनरी के होते हैं और जो बहुत तेज गति से संचालित होते हैं इन विभिन्न औद्योगिक मशीनरी द्वारा बहुत सारे बैच प्रसंस्करण और उच्च गति प्रसंस्करण होता है यही कारण है कि इन प्रोटोकॉल के साथ आने के लिए उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा और EtherCAT एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इस विशेष आवश्यकता को पूरा करता है यहाँ EtherCat की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं यह क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान के लिए मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और यह पीडीओ या प्रोसेस डेटा ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है पीडीओ को टेलीग्राम के नाम से भी जाना जाता है EtherCAT में इस टेलीग्राम को प्रोसेस्ड डेटा प्लस के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हेडर को एक साथ बनाता है और इसे EtherCAT में टेलीग्राम या PDO बनाता है दास मल्टीकास्ट या प्रसारण संचार का पालन करते हैं और प्रत्येक पीडीओ में एक अलग पता होता है जो कई दासों को दर्शाता है तो हर टेलीग्राम मूल रूप से एथरकट में 4 गीगाबाइट तक की मेमोरी का उपयोग करता है एक अन्य विशेषता कम शुल्क चक्र और बेहतर सिंक्रोनाइज़ेशन EtherCat के साथ डेटा विनिमय के लिए आवश्यकताएं हैं EtherCat में डेटा ट्रांसमिशन की सीमा आमतौर पर लगभग 200 एमबीपीएस की दर से होती है सुरक्षा त्रुटि सुधार त्रुटि का पता लगाने और नियंत्रण के संदर्भ में सीआरसी त्रुटि का पता लगाने और गलती की पहचान की जांच करता है लेकिन CRC आधारित चेक राशि तंत्र की सहायता से त्रुटियां पाई जाती हैं नेटवर्क टोपोलॉजी जो उपयोग की जाती हैं वे ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी लाइन टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी हैं जो कि EtherCAT द्वारा समर्थित हैं इसके बाद प्रोटोकॉल इथरनेट आईपी आता है ईथरनेट आईपी प्रोटोकॉल के मानक आईपी सूट पर आधारित है और ईथरनेट जो IEEE 823 अनुरूप है ईथरनेट IP प्रोटोकॉल सामान्य औद्योगिक प्रोटोकॉल या CIP का अनुसरण करता है और ईथरनेट IP ईथरनेट पर CIP की तरह होता है CIP औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एकीकृत संचार वास्तुकला प्रदान करता है CIP आम औद्योगिक प्रोटोकॉल है जो मीडिया स्वतंत्र कनेक्शन आधारित ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और मुख्य रूप से ऑटोमेशन आधारित अनुप्रयोगों के लिए लक्षित है इसलिए जैसा कि आप अब समझ सकते हैं यह उद्योग उन्मुख क्यों है तो ईथरनेट आईपी प्रोटोकॉल कुल मिलाकर विभिन्न औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करता है तो यह विशेष प्रोटोकॉल डिवाइस नेट प्रोटोकॉल और कंट्रोल नेट प्रोटोकॉल में उपयोग की जाने वाली परतों से निर्मित है हम इन्हें और अधिक विस्तार से देखेंगे लेकिन आपकी जानकारी के लिए डिवाइस नेट और कंट्रोल नेट एक साथ ईथरनेट आईपी की विभिन्न परतों को नियंत्रित करते हैं EtherNet IP में दो प्रकार के संचार होते हैं स्पष्ट और अंतर्निहित संचार स्पष्ट संचार विभिन्न उपकरणों के बीच सामान्य बहुउद्देशीय प्रसारण प्रदान करता है और संदेश हस्तांतरण अतुल्यकालिक है स्पष्ट गैर महत्वपूर्ण सूचना को संभालता है इसके विपरीत निहितार्थ वास्तविक समय इनपुट आउटपुट डेटा आवश्यकताओं को संभालता है स्पष्ट रूप से संदेश स्थानांतरण अतुल्यकालिक था लेकिन निहितार्थ में संदेश स्थानांतरण निरंतर है इसके अलावा निहित प्रकार का संचार मास्टर और दासों के बीच अलग और विशेष उद्देश्य संचरण प्रदान करता है ईथरनेट आईपी स्टार टोपोलॉजी का उपयोग करता है यह प्रति सेकंड लगभग 1500 बाइट्स तक की डेटा दर का समर्थन करता है ईथरनेट आईपी प्रोटोकॉल मुख्य रूप से पीसी रोबोट इनपुट आउटपुट डिवाइस और पीएलसी के साथ उपयोग किया जाता है और उनके बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है इसके बाद Profinet प्रोटोकॉल आता है Profinet औद्योगिक ईथरनेट के लिए एक मानक है इसे प्रोफिबस और प्रॉफिनट इंट संगठनों द्वारा विकसित किया गया था यह ईथरनेट आईपी प्रोटोकॉल पर आधारित है जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं Profinet नियंत्रक डिवाइस और क्षेत्र में वितरित उपकरणों के बीच संचार चैनल को परिभाषित करता है उदाहरण के लिए विभिन्न सेंसर और नियंत्रक इसलिए profinet नियंत्रक और क्षेत्र उपकरणों के बीच इस तरह के संचार में मदद करेगा तो मूल रूप से यह प्रक्रिया नियंत्रण प्रक्रिया माप के लिए उपयोग किया जाता है तो संचार चैनल तीन प्रकार के संचार का समर्थन करता है गैर वास्तविक समय संचार जिसका उपयोग गैर महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है दूसरा वास्तविक समय का संचार है जैसा कि नाम से पता चलता है कि समय संवेदनशील प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है जैसे चक्रीय डेटा स्थानांतरण यहां तक कि अलग अलग प्रक्रियाएं जहां मूल रूप से उच्च गति डेटा विनिमय की आवश्यकता होती है विभिन्न शायद विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच विभिन्न मशीनरी उन मशीनों में उच्च गति डेटा विनिमय आवश्यकताओं का उपयोग करती हैं उच्च गति का मतलब है कि मशीन इतनी तेज़ गति में चल रही है कि संचार को वास्तविक समय में होना होगा इस वास्तविक समय संचार के लिए चैनल इसमें मदद करेगा तब हमारे पास गैर वास्तविक समय वास्तविक समय और समकालिक वास्तविक समय आवश्यकताएं होती हैं आइसोक्रोनस का उपयोग घड़ी तुल्यकालन संचार परिदृश्यों के लिए किया जाता है और गति नियंत्रण अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि गति नियंत्रण अनुप्रयोगों में घड़ी सिंक्रनाइज़ेशन बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि आईआरटी या समकालिक वास्तविक समय संचार आवश्यकताओं या चैनल महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं इसके बाद हम TSN पर आते हैं जो टाइम सेंसिटिव नेटवर्किंग है यह प्रोटोकॉल ईथरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित है बल्कि यह ईथरनेट का विस्तार है यह I EEE 21Q 1Q के शीर्ष पर बनाया गया है जो वर्चुअल LAN और 8023 के लिए मानक है जिसका उपयोग ईथरनेट द्वारा किया जाता है यह नियतात्मक संचार को सक्षम करने के लिए विकसित किया गया था जहां संचार नियतात्मक और भविष्य कहनेवाला होने वाला है जिसका अर्थ है कि कितना समय की आवश्यकता होगी शानदार संचार भविष्य कहनेवाला है और भविष्य कहनेवाला संचार परिदृश्यों का उपयोग किया जाता है यह प्रोटोकॉल समय जागरूक और भविष्य कहनेवाला प्रकृति का समर्थन किया जाता है यह केंद्रीकृत है और वास्तविक समय अनुप्रयोग समर्थन के लिए समय निर्धारण का उपयोग करके घबराना को कम करता है यह चक्रीय डेटा ट्रांसफर का समर्थन करता है जो उच्च प्राथमिकता के साथ पैकेट के लिए पीएम सेल प्रदान करता है समर्थित विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी चेन टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी हैं यह आईटी के नेटवर्क अभिसरण का समर्थन करता है सूचना प्रौद्योगिकी TSN द्वारा समर्थित है इसके बाद फील्ड बस प्रोटोकॉल आता है जो कि मोडबस आरटीयू है यह Modbus RTU प्रोटोकॉल RS 232 और RS 484 मानकों के बाद एक सीरियल प्रोटोकॉल है यह मास्टर दास के बीच धारावाहिक संचार प्रदान करता है और एक अनुरोध प्रतिक्रिया मॉडल का अनुसरण करता है तो इसका उपयोग नियंत्रण या इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइस से कंट्रोल यूनिट तक डेटा सिग्नल के संचरण के लिए किया जाता है यह मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल डेटा फ्रेम की समग्र संरचना है इसलिए जैसा कि आप PDU के बारे में देख सकते हैं PDU में फ़ंक्शन कोड डेटा और त्रुटि जाँच तंत्र शामिल हैं और यदि आप पहले Modbus TCP में याद करते हैं तो त्रुटि जाँच फ़ील्ड नहीं थी मोडबस आरटीयू में और यह पूरी एडीयू या एप्लिकेशन डेटा यूनिट है जिसमें पीडीयू प्लस अतिरिक्त पता है तो मूल रूप से इस तरह के संचार में ग्राहक का पता डेटा का रीड राइट रजिस्टर और त्रुटि जांच शामिल है इसलिए इससे पहले कि हम समाप्त करें मैं आपको बहुत दिलचस्प दिखाना चाहता था हम अलग अलग प्रोटोकॉल से गुजरे हैं अब मैं आपको औद्योगिक संदर्भ में कनेक्टिविटी की एक समग्र तस्वीर देता हूं अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मोडबस टीसीपी फर्मवेयर कैसे काम करता है हमारे पास अलग अलग आवश्यकताएं हैं हमारे पास पीएलसी डिवाइस हैं हमारे पास एचएमआई और स्काडा हैं ये कुछ अलग प्रकार के उपकरण हैं जो औद्योगिक संदर्भों जैसे पीएलसी स्काडा एचएमआई में उपयोग किए जाते हैं तो ये मोडबस टीसीपी स्वामी होंगे या वे दास के रूप में भी काम कर सकते हैं ये उपकरण काम कर रहे हैं और वे विभिन्न जानकारी एकत्र करते हैं यह जानकारी एक विशेष क्लाउड के माध्यम से भेजी जाती है और हम इसे ईथरनेट कहते हैं इसे ईथरनेट के माध्यम से भेजा जाता है और फिर इसे डिवाइस मास्टर को भेजा जाता है यदि आपको याद है कि मैं पहले किस बारे में बात कर रहा था डिवाइस मास्टर और डिवाइस मास्टर के माध्यम से ईथरनेट टीसीपी आईपी और मोडबस टीसीपी की मदद से संचार होता है यह चित्र थोड़ा बदसूरत लग रहा है लेकिन मुझे डर है कि मैं इन 3 लाइनों को हटा नहीं सकता इस भाग के लिए हम serial संचार का उपयोग कर सकते हैं और हमारे पास अलग अलग डिवाइस हैं जैसे कि ASC II डिवाइस slave डिवाइस और Modbus slave डिवाइस और यह मोडबस सीरियल मास्टर की तरह भी हो सकता है ये दोनों RS 232485 मानक का उपयोग कर सकते हैं और यह दो तरफा serial संचार है इस तरह से ये विभिन्न संचार होते हैं हमारे पास विभिन्न प्रिंटर डिवाइस एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं हमारे पास यहाँ विज़न सिस्टम आदि से जुड़े विज़न सिस्टम हो सकते हैं इसलिए वैसे भी समग्र रूप से हमारे पास एक एकल औद्योगिक परिदृश्य औद्योगिक संचार परिदृश्य में होगा हमारे पास सीरियल संचार ईथरनेट नेट संचार और TCPIP या बल्कि ईथरनेट TCPIP कनेक्शन होंगे इसलिए हमारे पास विभिन्न संचार का समर्थन करने के लिए अलग अलग लिंक हो सकते हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि आप इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं और आपके पास अधिक व्यापक प्रकार का संचार समर्थन हो सकता है और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस भाग में हमारे पास ये सभी PLCS HMIS SCADA हैं आप या तो मास्टर के रूप में संवाद करना जानते हैं या वे आमतौर पर मास्टर हो सकते हैं लेकिन वे slave भी हो सकते हैं यहाँ आपके पास यह हिस्सा होगा आप के पास अलग अलग मास्टर हो सकते हैं और इस भाग में आपके पास ये सभी अलग अलग slave डिवाइस और master slave संचार विभिन्न भागों विभिन्न प्रोटोकॉल हो सकते हैं आप जानते हैं इस भाग की तरह अलग अलग Modbus TCP प्रोटोकॉल होगा जिसका उपयोग इस भाग में होगा RS 232 484 का उपयोग डिवाइस मास्टर और slave के बीच किया जा सकता है इस तरह आप इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं और आपके पास अलग अलग संचार तंत्र हो सकते हैं यह Ethernet TCP IP हो सकता है इसलिए यह बताता है कि यह समग्र रूप से कैसे काम करने वाला है अब हम उन संदर्भों पर आते हैं जिनका उपयोग आप विभिन्न प्रोटोकॉलों के व्यापक अवलोकन के लिए कर सकते हैं और इन विभिन्न प्रोटोकॉलों की गहराई से समझ प्राप्त कर सकते हैं जिनके बारे में हमने अब तक चर्चा की है इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं धन्यवाद